एक्सट्रूज़न एवं तरल आधारित प्रक्रियाए रैपिड प्रोटोटाइप में हमारे पास ठोस आधारित प्रक्रियाएं थी यहां हमारे पास तरल आधारित प्रक्रियाएं हैं जिसमें आप एक तरल का उपयोग कर सकते हैं और फिर उसे एक ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं या एक ठोस लेकर उसे विस्कोइलास्टिक अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं और फिर एक आवश्यक प्रोटोटाइप उत्पाद प्राप्त करने के लिए एक ठोस बना सकते हैं तोइस विषय में हम एक्सट्रूज़न और लिक्विड बेस्ड प्रोसेसेज को देखेंगे एक्सट्रूज़न प्रक्रिया का मतलब है कि आप एक तार लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसे नोजल के माध्यम से एक्सट्रुड किया जाएगा जिसमें तार एक ठोस अवस्था से विस्कोइलास्टिक अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी फिर इसे एक टेबल के ऊपर रखा जाएगा आप इसे दोहराते रहेंगे और जेड को घटाते जाएंगे आप पूरी तरह से ठोस प्राप्त करने की कोशिश करेंगे हमने एक्सट्रूज़न और स्टीरियोलिथोग्राफी की कुछ मूलभूत बातें देखीं जो कि लिक्विड बेस्ड प्रोसेसेज में होंगी इस अध्याय में हम प्रस्तावना मूल सिद्धांत प्लॉटिंग पाथ कंट्रोल और विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स को समझेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रक्रिया बुनियादी प्रारंभिक मटेरियल पर निर्भर करती है और आज जब हम रैपिड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं तो हम सीधे प्रोटोटाइप का उत्पादन करने और रियल टाइम अनुप्रयोगों में इसका उपयोग करने के बारे में बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए टिश्यू प्रिंटिंग एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आज ज्यादा बात की जाती है प्रारंभिक धातु एक पॉलीमर है जिसका संयोजन इस तरह है कि आप टिश्यूस को प्रिंट करने की कोशिश कर सकते हैं इन टिश्यूस को शरीर में जोड़ा जा सकता है और समय के साथ यह शरीर का एक मूल हिस्सा बन जाता है इस व्याख्यान में हम एफडीएम प्रक्रिया की कमियों बायो एक्सट्रूज़न और अन्य प्रणालियों को देखने का प्रयास करेंगे एक्सट्रूज़नआधारित तकनीकों की कल्पना केक आइसिंग से की जा सकती है केक आइसिंग में हम क्या करते हैं हम एक केक रखने की कोशिश करते हैं और फिर इसके ऊपर हम हमेशा एक टॉपिंग देते हैं जिसमें हम हैप्पी बर्थडे लिखते हैं इसलिए जब हम यह लिखना चाहते थे तो हम क्या करते हैं हम एक कोन का उपयोग करते हैं यह कोन आइसिंग से भरा जाता है और फिर इसे गिरने दिया जाता है यहां जो हॉपर है उसे एक्स वाय दिशा में जाने की अनुमति है जैसे हम अपने हाथ का उपयोग करते हैं हॉपर के अंदर हमारे पास जो कुछ है वह सभी आइसिंग का काम करता है आइसिंग मटेरियल जो शक्कर है इसे मक्खन या ऐसी किसी चीज के साथ मिलाया जाता है जो बहुत ही विस्कोइलास्टिक अवस्था में हो यह कोई ठोस अवस्था नहीं है यह एक विस्कोइलास्टिक अवस्था है इस तरह आप बहुत कम दबाव लागू करते हैं अपने हाथ को बायीं और दायीं दिशा में ले जाते हैं और अपना नाम लिखना शुरू करते हैं यदि आप इसे देखते हैंतो यह आपको काम करने की स्वतंत्रता और लचीलापन देता है आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार भी झुका सकते हैं और कुछ स्थानों पर जहां आप इसे रोकना चाहते हैं या दूसरी कोटिंग देना चाहते हैं यह संभव है हालांकि कृपया समझे जब आप इसकी तुलना केक आइसिंग के साथ करने की कोशिश करते हैं तो यह २ एंड हाफ डी स्ट्रक्चर की ओर अधिक प्रबल होता हैइसका मतलब है डी ऊंचाई कुछ मिली मीटर होगी उसमें कुछ इंच ही जाया जा सकता है इसलिए आमतौर पर हम इसे आसानी से समझने के लिए केक आइसिंग के साथ समानता दर्शाने की कोशिश करते हैंकि रिजर्वायर में रखे मटेरियल को दबाव लागू होने पर नोजल के माध्यम से बाहर निकाला जाता है यदि दबाव स्थिर रहता है तो परिणामस्वरूप एक्सट्रुडेड मटेरियल आमतौर पर रोड के रूप में जाना जाता है एक स्थिर दर पर प्रवाहित होगा और एक स्थिर क्रॉस सेक्शनल डायामीटर बना रहेगा यदि डिपॉजिटिंग सर्विस में प्रवाह की गति से मेल खाती नोजल की चाल को भी स्थिर रखा जाता है तो डायामीटर भी स्थिर होगा यदि हम इसे बहुत तेजी से चलाने की कोशिश करते हैं और प्रवाह की गति और दबाव एक समान ना हो तो शायद अनिरंतर एवं छोटे आकार का लंप्ड मास मिलेगा तो यह लंप्ड मास समय के साथ पतला होता जाएगा और फिर यह मोटा होने की कोशिश करेगा फिर आप इस तरह से कुछ पाने की कोशिश करेंगे तो यह परिवर्तनीय दबाव और अलग अलग फीड रेट अर्थात वो गति जिसके साथ यह चलता है के कारण भी होता है मटेरियल जिसे एक्स्ट्रूड किया जा रहा है एक अर्ध ठोस अवस्था में होना चाहिए इस केक आइसिंग उदाहरण पर वापस जाएं और कृपया इस उदाहरण को याद रखें जो बहुत बहुत अच्छा उपमान है यदि यह ठोस हो जाता है तो आप नोजल के माध्यम से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं या ऐसा करने के लिए बहुत अधिक दबाव डालना पड़ता है जब यह एक ठोस हो जाता है और जब आप बहुत अधीक दबाव डालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ प्रवाह में अनिरंतरता भी हो सकती है उदाहरण के लिए जब प्रवाह इस तरह से होता है तो आप नोजल से बाहर आते प्रवाह में अनिरंतरता देख सकते हैं तो आपको इस मूलभूत समझ को याद रखना चाहिए कि मटेरियल एक अर्ध ठोस स्थिति में उपयोग करना चाहिए और फिर इसे नोजल के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहिए एक स्थिर गति और स्थिर दबाव बनाए रखने की कोशिश करें आकार में बने रहने पर मटेरियल को पूरी तरह से ठोस होना चाहिए इसके अलावा मटेरियल को पहले से ही एक्स्ट्रूड हो चुके मटेरियल से बंध बनाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप एक ठोस संरचना बन सके मान ले उदाहरण के लिए आप किसी एक चौड़ाई का एच बनाते हैं आप इस तरह से एक लाइन बनाना चाहते थे तो नोजल के एक पास में आपको केवल एक लाइन मिलती है और इसे इस तरह करने के लिए आप नोजल को वापस ले जाएंगे और अगली लाइन बनाना शुरू करेंगे तो मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दो लाइनों में यदि अनिरंतरता है या अगर यह दो लाइनें जुड़ती नहीं है यदि दो रोड नहीं जुड़ती है तो आप इन दोनों रोड के बीच एक उचित जुड़ाव प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे यह अनिरंतरता लाने की कोशिश करेगा यह बहुत ही खराब आकृति दे सकता है तो यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ओवरलैपिंग होना चाहिए या जब ओवरलैप होता है तो यहां दो रोड के बीच एक जुड़ाव होना चाहिए अगर मैं क्रॉस सेक्शन को खींचने की कोशिश करता हूं तो यह कुछ इस तरह से होना चाहिए तो यह केवल यह सुनिश्चित करेगा कि मटेरियल जो पहले से ही एक्सट्रुड हो चुका है उसमे समुचित बंध है तो यहां यह दो भाग पहला और दूसरा है अगर कोई एक सूख जाता है तो जुड़ाव में समस्या होगी तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक भाग सूखा नहीं है और जब दूसरा भाग इस से जुड़ता है तो इसमें चिपकने की घटना होनी चाहिए यह केवल एक परत है जिस पर मैं बात कर रहा हूं लेकिन यदि आप एक 3डी वस्तु का निर्माण करना चाहते हैं तो यह जुड़ाव परतों के बीच में भी होना ही चाहिए तो यहां बहुत महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखनी चाहिए कि जो एक्स्ट्रूड हो गया है और जिसे एक्स्ट्रूड किया जा रहा है दोनों को आपस में जुड़ना चाहिए और एक ठोस का निर्माण करना चाहिए अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे डिलेमिनेशन कहा जाता है यह डिलेमिनेशन प्रोटोटाइप को बहुत खराब बना देगा जिसे आगे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि मटेरियल को एक्स्ट्रूड किया जा रहा है इसलिए रैपिड मैन्युफैक्चरिंग मशीन हॉरिजॉन्टल समतल में स्कैन करने में सक्षम होनी चाहिए साथ ही स्कैनिंग के दौरान मटेरियल के प्रवाह को शुरू करने और रोकने में सक्षम होनी चाहिए इसलिए उदाहरण के लिए आपने एच की शुरुआत से प्रारंभ किया यह प्रारंभ बिंदु है और यह अंतिम बिंदु है और आप यहां समाप्त करते हैं यदि आप यहां से पुनः उपयोग करना चाहते हैं तो इसे इस तरफ से ही शुरू कर सकते हैं अन्यथा आप फिर शीर्ष पर जाते हैं और वहां से शुरू करते हैं इसलिए हॉरिजॉन्टल समतल में स्कैनिंग के साथ साथ स्कैन करते समय मटेरियल के प्रवाह को शुरू करने और रोकने में सक्षम होना चाहिए एक बार एक परत पूरी हो जाने के बाद मशीन को ऊपर की ओर इंडेक्स करना चाहिए या भाग को नीचे की ओर ले जाना चाहिए ताकि आगे की परत का उत्पादन किया जा सके यदि यह वही एच है जिसमें हम एक समतल में बढ़ते हुए जो हैप्पी बर्थडे लिखते हैंवहां एच सिर्फ एक परत है मान लीजिए कि आप एक थ्री डाइमेंशनल एच बनना चाहते थे इसलिए अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाना चाहता हूं तो मान लेते हैं इसमें यह पहली परत है ये दूसरी परत और तीसरी परत है यह एच की दो लाइंस है तो यह तीन परते हैं अब कहने का तात्पर्य है या तो टेबल नीचे कर दे या नोजल को ऊपर आना चाहिए ताकि यह परत बनाने की कोशिश करे एक्सट्रूज़न की प्रक्रिया का उपयोग करते समय दो प्राथमिक दृष्टिकोण होते हैं सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला दृष्टिकोण मटेरियल अवस्था को नियंत्रित करने के तरीके के रूप में तापमान का उपयोग करना है मैं जो कहना चाह रहा हूं आप पहले ही एक परत को एक्स्ट्रूड कर चुके हैं जब यह परत किसी निश्चित तापमान पर वायुमंडल के संपर्क में आती है तो यह जमने की कोशिश करेगी तो अगर मुझे इस जमने की प्रक्रिया को धीमा करना है तो मैं इसके चारों ओर एक परिवेश निर्मित कर उसमें एक सा तापमान बनाए रखने की कोशिश करता हूं जब मैं परिवेश में तापमान बनाए रखना शुरु कर देता हूं तो एक एक्स्ट्रूडेड परत और अभी अभी एक्स्ट्रूड हुई परत एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करेगी और समतल पर एक परत या एक पूरी रोड बनाएगी मोल्टन मटेरियल को रिजर्वायर के अंदर ही पिघलाया जाता है ताकि यह नोजल के माध्यम से बाहर निकल सके और जमने से पहले समीप के मटेरियल के साथ बंध बना सके अब मुझे लगता है कि जब आप आईसिंग और रैपिड मैन्युफैक्चरिंग एक्सट्रूज़न प्रक्रिया के उपमान को देखते हैं तो आपको इसकी सराहना करनी चाहिए यह दृष्टिकोण एक्सट्रूडर को छोड़कर कन्वेंशनल पॉलीमर एक्सट्रूज़न प्रक्रिया के समान है जिसमें एक्सट्रूडर को प्लॉटिंग प्लेन में वर्टिकली रखने की बजाय एक निश्चित हॉरिजॉन्टल स्थिति में रखा जाता है सॉलिडिफिकेशन करने के लिए रासायनिक परिवर्तन का उपयोग एक वैकल्पिक दृष्टिकोण है रासायनिक दृष्टिकोण रसायन परिवर्तन का वह दृष्टिकोण है जिसमें पहले से उपलब्ध तरल में या तो एक रसायन या इनीशिएटिंग एजेंट डालते है उदाहरण के लिए आप एक प्रकाश को पॉलीमर पर डालते हैं और पॉलीमर के अंदर एक क्यूरिंग साईकिल कैटेलिस्ट होता है जिससे वह क्योर हो जाता है ऐसे मामले में क्यूरिंग एजेंट रेसिड्युअल सॉल्वैंट्स की हवा के साथ प्रतिक्रिया या केवल गिले मटेरियल का सूखना बॉन्डिंग की अनुमति देता है यह प्रक्रिया स्टीरियोलिथोग्राफी है स्टीरियोलिथोग्राफी से बना भाग सूख कर पूरी तरह से स्थाई या मजबूत हो सकता है यह दृष्टिकोण जैव रासायनिक अनुप्रयोग के लिए अधिक लागू होता है जहां मटेरियल की जीवित कोशिका के साथ एक जैवसंवित्तता होनी चाहिए और इस कारण मटेरियल चुनाव बहुत ही सीमित हैं हालांकि इसके औद्योगिक अनुप्रयोग भी मौजूद हो सकते हैं जो शायद पूरी तरह से थर्मल प्रभाव पर निर्भर करने की बजाय एक रिएक्शन इंजेक्शन मोल्डिंग संबंधित प्रक्रिया का उपयोग कर संभव है जिसे हम कुछ समय में देखेंगे इसमें कई प्रमुख विशेषताएं हैं जो किसी भी एक्सट्रूज़नआधारित प्रक्रिया के लिए समान ही है जैसे मटेरियल लोडिंग मटेरियल का द्रविकरण दबाव लागू करने का तरीका एक्सट्रूज़न पूर्व निर्धारित पाथ के अनुसार नियंत्रित तरीके से प्लॉटिंग एक सुसंगत ठोस संरचना बनाने के लिए मटेरियल का खुद से या अन्य मटेरियल के साथ बंध या जटिल ज्यामिति आकार को संभव करने के लिए सहायक संरचना का समावेश सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था यदि आपके पास एक फ्रीली हैंगिंग भाग है इसे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर द्वारा सपोर्ट देकर बनाया जायेगाजब हम एक्सट्रूज़न प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो यह सभी वही समान प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके बारे में विचार किया जाना चाहिए एक्सट्रूज़न आधारित रैपिड मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया की जटिलताओं को पूरी तरह से समझने के लिए इसे अलग अनुभाग में विचार में लाया जाएगा तो यह एफडीएम फ्यूज़्ड डिपोजिशन मेथड के लिए एक बुनियादी सिद्धांत है यहां हम फिलामेंट वायर लेने की कोशिश करते हैं जो कि पॉलीमर है आम तौर पर हम जो उपयोग करते हैं वह एबीएस है एबीएस नायलॉन का इस्तेमाल किया जा सकता है लोग अब विभिन्न प्रणालियों पर काम कर रहे हैं आपके पास जैवसंवित्त मटेरियल भी हो सकता है औद्योगिक एबीएस भी जैवसंवित्त है एबीएस औद्योगिक एबीएस वहाँ है आप इनमें से किसी भी पॉलीमर का चयन कर सकते हैं पॉलीमर क्यों ठोस पॉलीमर विस्कोइलास्टिक अवस्था में जाता है और फिर एक बार ठोस हो जाता है अर्थात यह एक तरल अवस्था में नहीं जाता है यहाँ आप ऊष्मा देते हैं विस्कोइलास्टिक मतलब वह जिसे आप एक आकार में ढाल सकते हैं जिस तरह आप ठोस को आकार देने की कोशिश कर सकते हैं यह एक सेमी क्योंर्ड रूप में है यह फिलामेंट है आप पॉलीमर या धातु का भी उपयोग कर सकते हैं आज लोग धातु जैसे तांबा एलुमिनियम स्टील रॉड का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं यह नोजल से गुजारी जाती है यहां पिंच रोलर का उपयोग फीडिंग के दबाव को स्थिर रखने और उचित तनाव बनाने के लिए करते हैं आपको याद है केक आईसिंग उदाहरण में हमने निरंतर दबाव के बारे में बात की थी यहां इन दो पिंच रोलर्स ने तार को एक उचित तनाव देने की कोशिश की और इस तरह वायर नोजल के अंदर बढ़ता है और जब हम पॉलीमर के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं जब वायर नोजल से गुजरता है तो इसे गर्म किया जाता है जब इसे गर्म किया जाता है तो यह एक विस्कोइलास्टिक अवस्था में चला जाता है यह लिक्विफाइड चेंबर में हिटिंग से किया जाता है यह हिटिंग पूरी तरह से यहां होगी आप एक तरल नहीं लेते हैं आप तापमान बढ़ाते हैं कुछ 50 60 या 100 120 डिग्री सेल्सियस तक आप सिर्फ हीट करते हैं और फिर पॉलीमर को नोजल से गुजारा जाता है और अब नोजल टिप के माध्यम से क्या हो रहा है तो यहां यह बाहर निकल सकता है या विरूपित हो सकता है लेकिन जब इसे एक स्थिर ओरिफिस जो एक नोजल टिप है के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है तो आपको एक स्थिर डायामीटर मिलता है आप टेबल को एक्स वाय दिशा में स्थानांतरित करने का प्रयास करते हैं जिससे आपको एक सिंगल परत मिलती है और एक बार जब प्लेटफार्म एक परत मोटाई से नीचे खींच लिया जाता है तो फिर जेड दिशा में आप एक वस्तु का निर्माण करने की कोशिश करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को स्कैफोल्ड कहा जाता है तो कृपया आइसिंग उपमान याद रखें और फिर इसे करना शुरू करें इसलिए यहां फीड रेट टेबल के मूवमेंट द्वारा निर्धारित होता है एक समान रोड की मोटाई प्राप्त करने के लिए दबाव जिसके साथ ये बाहर निकलता है और गति के बीच सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए एक्सट्रूजन प्रक्रिया की गणितीय समझ जल्दी से जटिल हो सकती है क्योंकि इसमें कई नॉन लीनियर टर्म्स है और दूसरी बात कि यहा प्रारंभिक धातु पॉलीमर है तो आपके पास बहुत सारे नॉन लीनियर टर्म्स हैं यहां बुनियादी विज्ञान में एक नोजल के माध्यम से अत्यधिक विस्कस मटेरियल का एक्सट्रूज़न शामिल है यह मानना स्वाभाविक है कि मटेरियल न्यूटोनियन फ्लूइड के रूप में बहता है जो सही नहीं है यह नॉन न्यूटोनियन है पॉलीमर हमेशा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है लेकिन हम मानते हैं कि शियर स्ट्रेस बनाम शियर स्ट्रेन रैखिक होकर ज्यादातर मामलों में नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का अनुसरण करते हैं इस अनुभाग कि अधिकतर चर्चा में हम मान लेंगे की मोल्टन मटेरियल के एक्सट्रूज़न में तापमान शब्द को शामिल कर सकते हैं और सॉलिडिफिकेशन के लिए यह आमतौर पर समय के सापेक्ष में व्यक्त होते हैंइसलिए सभी क्युरिंग या सूखाने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए तापमान को किसी समय पर निर्भर कारक द्वारा बदला जा सकता है आप देख रहे हैं कि हम समय को हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो तापमान को समय पर निर्भर कारक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा मटेरियल लोडिंग हमने सभी सामान्य सुविधाओं को निर्धारित किया है जिसमें मटेरियल लोडिंग एक है मटेरियल लोडिंग चूंकि एक्सट्रूज़न का उपयोग किया जाता है एक चेंबर होना चाहिए जिसमें से मटेरियल को एक्सट्रूड करना है तो इसलिए आमतौर पर क्या होता है यदि आप नोजल देखते हैं तो यह स्पूल से जुड़ा हुआ होगा इस स्पूल में हमारे पास 1000 मीटर लंबे तारों की तरह कुछ रहेगा जो इसके माध्यम से गुजरता है हम इसे गुजारेंगे और इसे प्राप्त करेंगे चूंकि एक्सट्रूज़न का उपयोग किया जाता है एक चेंबर होना चाहिए जिसमें से मटेरियल को एक्सट्रूड करना है यहां यह वायर है आप इसे एक स्पूल में रखते हैं अगर आपके पास स्पूल नहीं है तो जो आपके पिछले आइसिंग के उदाहरण में नोजल के ऊपर एक विशाल हाॅपर होना चाहिए वह यहां एक चेंबर है यह मटेरियल के साथ पहले से लोड किया जाएगा लेकिन यह अधिक उपयोगी होगा यदि चेंबर में मटेरियल की निरंतर आपूर्ति हो यदि मटेरियल तरल रूप में है तो इसे पंप करना आदर्श तरीका है हालांकि अधिकांश बल्क मटेरियल की आपूर्ति एक ठोस के रूप में की जाती है और आपूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विधि वह है जिसमे इसे पैलेट पाउडर या जहां मटेरियल को एक कंटीन्यूअस फिलामेंट के रूप में डाला जाता है तो आप इसे पैलेट पाउडर या कंटीन्यूअस फिलामेंट के रूप में ले सकते हैं यदि आप इंजेक्शन मोल्डिंग लेते हैं तो इंजेक्शन मोल्डिंग में जहां एक्सट्रूज़न किया जाता है हम पैलेट पाउडर या कंटीन्यूअस फिलामेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं इसलिए द्रवीकरण प्रक्रिया के लिए चेंबर ही मुख्य स्थान है जो मैंने कहा था वहां एक हीटर इस्तेमाल किया जाता है और पेलेट्स ग्रेन्यूल्स या पाउडर को गुरुत्वाकर्षण या एक स्क्रू की सहायता से चेंबर में डाला जाता है लिक्विफिकेशन एक्सट्रूज़न विधि इस सिद्धांत पर काम करती है कि जो मटेरियल चेंबर में रखा गया है वह एक तरल बन जाएगा जिसे अंततः एक डाई या नोजल के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है जैसे पहले उल्लेख किया गया है कि यह मटेरियल एक घोल के रूप में हो सकता है जो एक्सट्रूज़नके बाद जल्दी से जमना शुरू हो जाएगा लेकिन अधिक संभावना यह है कि चेंबर में हीट देने की वजह से मटेरियल तरल ही होगा इस तरह की हीट सामान्य रूप से चेंबर के चारों तरफ लिपटे हिटर कॉइल द्वारा लागू की जाएगी और आदर्श रूप में इस हीटिंग को मेल्ट में स्थिर तापमान बनाए रखने के लिए लागू किया जाना चाहिए एक्सट्रूज़न अंत में एक्सट्रूज़नइसमें एक्सट्रूडेड फिलामेंट का आकार और माप पहले लोडिंग फिर हीटिंग फिर एक्सट्रूज़न नोजल निर्धारित करता है क्योंकि जो बाहर आता है वह तरल होगा यहां हम इसे तरल इसके निरंतर रूप में कहते हैं तो यह एक फिलामेंट है इसका आकार और माप नोजल ओरिफिस द्वारा तय किया जाता है नोजल ओरिफिस कुछ इस तरह का हो सकता है उदाहरण के लिए जब आप जन्मदिन की बात करते हैं तो हमारे पास स्टार की तरह नोजल ओरिफिस भी होते हैं यह लंबाकार स्लिट्स किसी भी आकार और माप के हो सकते हैं यह सभी नोजल निकास के आकार हैं एक्सट्रूडेड फिलामेंट का आकार और माप नोजल निकास के डायामीटर पर निर्भर करता है बड़ा नोजल डायामीटर मटेरियल को अधिक तेजी से प्रवाह करने में मदद करेगा लेकिन परिणाम स्वरूप मूल कैड ड्रॉइंग की तुलना में भाग कम सटीकता के साथ बनेगातो नोजल का डायामीटर भाग की सटीकता तय करने के लिए महत्वपूर्ण है न्यूनतम माप जिसे बनाया जा सकता है यह भी नोजल का डायामीटर ही निर्धारित करता है कोई भी आकार नोजल डायामीटर से छोटा नहीं हो सकता है व्यावहारिक रूप से नोजल डायामीटर के संबंध में आमतौर पर इसे बड़ा होना चाहिए जिससे उन्हें ठीक तरह से संतोषजनक मजबूती के साथ फिर बनाया जा सके कोई भी आकार नोजल डायामीटर से छोटा नहीं हो सकता है यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है इसलिए एक्सट्रूज़न प्रेशर प्रोसेस बड़े भाग के लिए अधिक उपयुक्त हैं जिनका आकार और वॉल थिकनेस एक्सट्रूजन नोजल के औसत डायामीटर से कम से कम दुगुनी हैं यह एक सामान्य नियम है जिसे आप को समझना चाहिए इसलिए जब हम एक साधारण स्क्रू ज्यामिति का उपयोग करके एक्सट्रूज़न के बारे में बात करते हैं तो मोल्टन मटेरियल धीरे धीरे इंजेक्शन मोल्डिंग स्क्रू चैनल के साथ स्क्रू के अंतिम शीरे की ओर आगे बढ़ेगा जहां नोजल है चैनल के साथ मटेरियल प्रवाह का वेग डब्ल्यू के रूप में दिया जाता है डब्ल्यू कुछ भी नहीं लेकिन पाई डी एन कॉस DNcos है जहां डी स्क्रू डायामीटर है एन आरपीएम हैजिसके साथ यह चलता है और स्क्रू एंगल है नोजल की ओर मटेरियल का वेग युपाई डी एन साइनDNSin द्वारा दी जाती है और चैनल के साथ मटेरियल प्रवाह डब्ल्यू पाई डी एनकॉसDNcos है इस प्रकार तो यह दोनों अलग अलग है डब्ल्यू चैनल के साथ मटेरियल प्रवाह है और यु नोजल की तरफ मटेरियल का वेग है तो अब यहां एक दिलचस्प विचार प्रक्रिया आती है यह पैलेट या पॉलीमर पाउडर है जिसे आप एक वायर में परिवर्तित करते हैं यह एक वायर है इस वायर का उपयोग एक्सट्रूज़न की एक प्रक्रिया एफडीएम में किया जाता है इसके द्वारा हम आउटपुट बनाने की कोशिश करते हैं अब लोगों ने यह सोचना शुरू किया है कि पैलेट का उपयोग कर उसे वायर में बदलकर फिर उसे वायर एक्स्ट्रूड करें और इसे एफडीएम में उपयोग करें इसके बजाय मैं इस चरण को बाईपास क्यों नहीं करता हूं और सीधे ही यहां से यहां जाऊं तो आज लोग यह सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हम एफडीएम के लिए शुरुआती मटेरियल में पैलेट का उपयोग करें तो यह प्रक्रिया के एक चरण को कम करेगा और यहां जब हम पैलेट्स कम करना शुरू करेंगे और सीधे एफडीएम के लिए जाएंगे तो वस्तुओं के रेजोल्यूसन में सुधार किया जा सकता है इसलिए लोगों ने स्पूल फीडिंग नोजल और अन्य चीजों के बजाय सीधे इस पैलेट्स का उपयोग करना शुरू कर दिया है आपके पास एक हॉपर होगा जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनहॉपर में उपयोग किया जाता है फिर एक स्क्रू पेलेट्स को स्क्रू से गुजारा जाएगा यह नोजल के माध्यम से बाहर निकल जाएगा और फिर इसे टेबल पर बिछाया जाएगा तो यह एक और प्रक्रिया है जिस पर लोगों ने एफडीएम का रेजोल्यूसन बेहतर करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि अगर हम एक वायरका उपयोग करते हैं तो भाग के रेजोल्यूसन की हमेशा एक सीमा होती है एक स्थिर हेलीकल एंगल के लिए वॉल्यूमैट्रिक फ्लो बैरल में स्क्रू के कारण होता है जिसे ड्रैग फ्लो QD के रूप में जाना जाता है यह स्क्रू डायमेंशन और गति के अनुपातिक है ड्रैग फोर्स वह है जिसके साथ यह प्रवाह करने का प्रतिरोध करता है क्योंकि हम ड्रैग फोर्स के तहत काम कर रहे हैं मोल्टन मटेरियल का सापेक्ष वेग मटेरियल जो स्क्रू के संपर्क में है उसके लिए डब्ल्यू होगा और मटेरियल जो बैरल की स्टेशनरी वॉल के संपर्क में है के लिए शून्य होगा इसलिए हमें स्क्रू की ऊंचाई के संबंध में इसे इंटीग्रेट करना चाहिए और Qd प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए आयताकार चैनल में नीचे जा रहे मोल्टन मटेरियल को जनरलाइज करते है बी चोड़ाई और dy उचाई के चैनल के माध्यम से अलोंग चैनल फ्लो Qd है यहां Qd को 0H WBdy से व्यक्त किया जा सकता है यह कुछ भी नहीं लेकिन WHB2 है जहां एच स्क्रू की गहराई है W2 को औसत डाउन चैनल वेग के रूप में परिभाषित किया गया है इसे Qd में वापस स्थापित करने से आप यह समीकरण पाएंगे यहां हम मानते हैं कि कोई घर्षण नहीं है यह सामान्यीकृत पहला सिद्धांत है हम इसे प्राप्त करते हैं हमें अब चैनल में प्रेशर फ्लो पर विचार करना चाहिए एल चौड़ाई एच ऊंचाई और अनंत लंबाई के एक स्लिट चैनल के माध्यम से प्रवाह को निम्नलिखित शियर स्ट्रेस टाउ के मूलभूत समीकरण से प्राप्त किया जा सकता है टाउ कुछ भी नहीं लेकिन PLX है जहां एक्स प्रवाह की दिशा का लंबवत है और P डायामीटर की दिशा में दबाव परिवर्तन या दबाव में गिरावट है और एल लंबाई है तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए इसे इस तरह परिभाषित किया गया है𝜏 dVzdx जहां एटा मोल्टन पॉलीमर की डायनेमिक विस्कोसिटी है जिसे न्यूटोनियन फ्लूइड के रूप में परिभाषित किया गया है इन पिछले दो समीकरणों को मिलाकर हमारे पास यह अंतिम समीकरण है यहां से आप एटा का मान का पता लगाने और समीकरण में स्थानापन्न करने का प्रयास कर सकते हैं सॉलिडिफिकेशन सॉलिडिफिकेशन क्यों यह डिलेमिनेशन को बढ़ावा देगा यदि आप डिलेमिनेशन से बचना चाहते हैं तो हमें सॉलिडिफिकेशन पर ध्यान केंद्रित करना होगा एक बार मटेरियल के एक्सट्रुड हो जाने के बाद यह आदर्श रूप से एक ही आकार और माप में रहना चाहिए ग्रेविटी और सरफेस टेंशन मटेरियल के आकार में परिवर्तन कर सकते है जबकि माप कूलिंग और सुखाने के प्रभाव के अनुसार बदल सकता है यदि मटेरियल को जैल के रूप में एक्सट्रुड किया गया है तो यह सूखने पर सिकूड़ सकता है संभव है साथ ही पोरस भी हो सकता है तो इसके लिए मैं एक सुझाव दूंगा आप अपने टूथपेस्ट का उपयोग करके एक काम करें आपके पास ब्रिसल्स हैं आपके पास अपना ब्रश है इसके शीर्ष पर आप पेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं और डायामीटर को नोट करते है डायामीटर में परिवर्तन को समय के सापेक्ष प्लॉट करने पर आप देखेंगे की डायामीटर समय के संदर्भ में कम होता जाता है यह विस्कोइलास्टिक व्यवहार के कारण है यदि मटेरियल को मोल्टन अवस्था में एक्स्ट्रूड किया जाता है तो यह ठंडा होने पर ये सिकुड़ सकता है इस कूलिंग की बहुत हद तक नॉनलीनियर होने की संभावना है यदि नॉनलीनियर प्रभाव महत्वपूर्ण है तो यह संभव है बनने वाला भाग ठंडा होने पर विकृत हो जाएगा इसलिए आपको इस प्रक्रिया को करते समय विज्ञान को ध्यान में रखना चाहिए शियर रेट गामा डॉट को dvdr के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और शियर स्ट्रेस को टाऊ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यहां एम फ्लो एक्स्पोनेंट और फाइ फ्लूईडीटी को दर्शाता है मटेरियल के सामान्य फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स और न्यूटोनियन बिहेवियर से इसका विचलन फ्लो एक्स्पोनेंट एम में परिलक्षित होता है स्थिति नियंत्रण स्थिति नियंत्रण में या तो आप नोजल को एक्स वाय प्लेन में मूव करते हैं या आप एक्स वाय प्लेनमें टेबल को मूव करते हैं उदाहरण के लिए अगर यदि एक्सट्रूशन हेड एक्स प्लेन के समानांतर वेग वी के साथ घूम रहा है तो यह आपका एक्स प्लेन है और एक्सट्रूशन हेड को फिर एक समकोण में दर्शाने की आवश्यकता है ताकि यह समान वेग वी पर लंबवत वाय दिशा में स्थानांतरित हो सके किसी समय पर इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी शून्य तक पहुंच जाएगी क्योंकि आपने पूरी तरह से एक लाइन खींची है और फिर आप रुक जाते हैं फिर आप एक विचलन लेते हैं तो किसी पॉइंट पर इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी शून्य तक पहुंच जाएगी यदि एक्सट्रूज़नउस पॉइंट पर 0 नहीं है फिर भाग के समकोण के कोने पर अतिरिक्त मटेरियल जमा हो जाएगा यदि आप इस तरह से कोई भाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस बिंदु पर आपके पास बड़ी मात्रा में मटेरियल जमा होगा चूंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक एक्सट्रूजन हैड को मूव करने की जरूरत है तो फिर स्टैंडर्ड प्लेनर प्लॉटिंग सिस्टम का उपयोग सबसे उपयुक्त होगा इसलिए स्टैंडर्ड प्लेनर प्लॉटिंग सिस्टम में दो ओर्थोगोनल माउंटेड लीनियर ड्राइव मैकेनिज्म शामिल होंगे जैसे की बेल्ट से संचालित या लीड़ स्क्रू आमतौर पर सभी एफडीएम प्रक्रिया में जहां रेजोल्यूशन अधिक नहीं होता है या कम है हम बेल्ट ड्राइव का उपयोग करते हैं जब रेजोल्यूशन बहुत उच्च होता है हम लीड़ स्क्रू का उपयोग करते हैं लेकिन ध्यान रखें यह नोजल के डायामीटर पर भी निर्भर करता है अगर नोजल का डायामीटर बड़ा है आप बहुत उच्च सटीकता वाले एक लीड़ स्क्रू को लगाते हैं तो आपको लो फीचर्स मिलते हैं इन दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक एक्सट्रूजन हैड को मूव करने की जरूरत है तो फिर उपयोग किया जाने वाला सबसे उपयुक्त मैकेनिज्म स्टैंडर्ड प्लेनर प्लॉटिंग सिस्टम होगा प्लॉटिंग सिस्टम एक बेल्ट ड्राइव का उपयोग करता है आपके पास टाइमर पुली और एक बेल्ट ड्राइव है अब अगली बात पोजीशन कंट्रोल पर आते हैं इंटरनल फिलिंग पैटर्न को और अधिक तेजी से बनाया जा सकता है क्योंकि इसकी रूपरेखा भाग के बाहरी फीचर्स को दर्शाती है जो ज्यामितीय सटीकता से मेल खाती है तो कहने का मतलब आपके पास एक परत थी यह एक परत है और यह इंटरनल फिलिंग और यह एक्सटर्नल फिलिंग है इंटरनल फिलिंग पैटर्न को और अधिक तेजी से बनाया जा सकता हैइसमें किसी भी तरह के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं हैयदि आप केवल मटेरियल फिल कर सकते है तो इसे तेजी से बनाया जा सकता है क्योंकि इसकी रूपरेखा भाग के बाहरी फीचर्स को दर्शाती हैजो ज्यामितीय सटीकता से मेल खाती हैइसलिए इसमें सटीक नियंत्रण आवश्यक है यह बाहरी रूपरेखा कंस्ट्रेनिंग क्षेत्र की तरह कार्य करती है जो फिलिंग मटेरियल को समग्र सटीकता को प्रभावित करने से रोकता है यहां एक विशिष्ट फिल पैटर्न को देखा जा सकता है यह बाहरी फीचर्स हैं और यह इंटरनल फिलींग है यहयह और यह सबसे ऊपर भी एक पैटर्न है एक्सट्रूज़न आधारित प्रणाली का उपयोग कर एक फील पैटर्न तीन चरणों में बनाया जाता है एक वर्टीकल फिलिंग द्वारा दूसरा किसी एक कोण पर और तीसरा एक अलग कोण के साथ तो यह एक सीधी रेखा के साथ है बॉन्डिंगअगली मुख्य विशेषता बॉन्डिंग है जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिलेमिनेशन होगा हीट आधारित प्रणाली के लिए आसन्न क्षेत्र जो बॉन्डिंग का कारण है कि सतह को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त रेसिड्युअल हीट एनर्जी होनी चाहिए तो आपके पास यह दो सतहे हैं आप इसे एक तापमान पर बनाए रखते हैं यह एक टेम्परेचर चेंबर है जो इसे सक्रिय करने के लिए और बॉन्ड बनाने के लिए पर्याप्त है वैकल्पिक रूप से जैल आधारित प्रणाली में एक्सट्रूडेड फिलामेंट में नए मटेरियल के बॉन्ड को सुनिश्चित करने के लिए अवशिष्ट विलायक या वेटिंग एजेंट होना चाहिए यह ग्लूस्टिक पेपर की तरह है आपके पास गोंद है इसे उस पर लगाएं और फिर आपके पास एक पेपर है तो यह कुछ ऐसा ही है एक्सट्रूडेड फिलामेंट में वेटिंग एजेंट यह सुनिश्चित करता है कि नया मटेरियल आसन्न क्षेत्र में पहले से ही जमा किए जा चुके मटेरियल से बॉन्ड बनाये दोनों ही मामलों में हम इस प्रक्रिया की परिकल्पना इस रूप में करते हैं कि मटेरियल को ऊर्जा की आपूर्ति एक्सट्रूज़न हेड़ के द्वारा दी जाती है यदि यहां अपर्याप्त ऊर्जा है तो क्षेत्र का जुडा़व तो हो सकता है लेकिन नए और पहले से जमा मटेरियल के बीच एक अलग सीमा होगी इस त्रुटि को डिलेमिनेशन कहा जाता है यह एक फ्रैक्चर सतह को दिखाएगा जहां मटेरियल को आसानी से अलग किया जा सकता है बहुत अधिक ऊर्जा पहले से जमा मटेरियल के प्रवाह का कारण हो सकती है जो परिणाम स्वरूप खराब परिभाषित मटेरियल दे सकता है यदि आप तापमान बहुत अधिक करते हैं तो यह प्रवाह विस्कोइलास्टिक होगा इससे यहां बहुत खराब सतह होगी सपोर्ट जनरेशन सपोर्ट जनरेशन मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा था की आपके पास एक फ्री हैंगिंग सरफेस है इस फ्री हैंगिंग सरफेस को सपोर्ट देना होगा उदाहरण के लिए यदि आप इस तरह की एक वस्तु बनाना चाहते हैं तो इसे यहां से सपोर्ट करना होगा इसे सपोर्टिंग मटेरियल कहा जाता है जो मूल मटेरियल के सामान नहीं होगा तो इसमें आपके पास रोड फील पैटर्न सपोर्टिंग मटेरियल होगाजो अंतिम उत्पाद में भूमिका नहीं निभाता है सभी रैपिड मैन्युफैक्चरिंग प्रणालियों में निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भाग के सभी फीचर्स को ठीक से रखने के लिए सपोर्टिंग फ्रीस्टैंडिंग और डिस्कनेक्ट करने के लिए तरीके होना चाहिए एक्सट्रूज़नआधारित प्रणाली के साथ इस तरह की सुविधाओं को सपोर्ट्स के अतिरिक्त निर्माण द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए ऐसी प्रणाली में सपोर्ट्स के दो सामान्य रूप हो सकते हैं सिमिलर मटेरियल सपोर्ट्स या सेकेंडरी मटेरियल सपोर्ट्स सिमिलर मटेरियल सपोर्ट में मटेरियल का घनत्व कम होगा ताकि इसे आसानी से तोड़ा जा सके सेकेंडरी मटेरियल सपोर्ट वह है जिसमें मटेरियल की ही मजबूती कम होती है तो यहां आपके पास फीड करने के लिए दो नोजल होंगे यदि एक एक्सट्रूज़न आधारित प्रणाली को सबसे सरल तरीके से बनाया गया है तो इसमें केवल एक एक्सट्रूज़न चेंबर होगा अगर इसमें एक चेंबर है तो फिर सपोर्ट्स उसी मटेरियल का उपयोग करके भाग में बनाया जाना चाहिए इसके लिए भागों और सपोर्ट्स को एक दूसरे के संदर्भ मे सावधानीपूर्वक डिजाइन किये जाने और रखे जाने की आवश्यकता हो सकती है ताकि बाद में उन्हें अलग किया जा सके जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है आसन्न मटेरियल के सापेक्ष भाग मटेरियल के तापमान का समायोजन एक फ्रैक्चर सरफेस सा प्रभाव दे सकता है इस फ्रैक्चर सरफेस का इस्तेमाल सपोर्ट को भाग मटेरियल से अलग करने के साधन के रूप में किया जा सकता है तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम एक दरार बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह दरार शुरू हो व आगे बढ़े और इस प्रकार यह टूट कर नीचे गिर जाएगी इस सपोर्ट को भाग से अलग करने के साधन के रूप में इस फ्रैक्चर सरफेस को इस्तेमाल किया जा सकता है भाग मटेरियल और सपोर्ट मटेरियल को शिर्ष पर जमा करते समय लेयर सेपरेशन डिस्टेंस को बदलना इसे प्राप्त करने का एक संभव तरीका है उदहारण के लिए आप धनत्व बदल सकते हैं अतिरिक्त दूरी एनर्जी ट्रांसफर को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकती है जिसके परिणाम स्वरूप फैक्चर घटित होता है प्लॉटिंग एंड पाथ कंट्रोल पाथ कंट्रोल स्टार्ट स्टॉप है तो हम इसे कैसे शुरू करते हैं और फिर हम कैसे वापस आते हैं सर्पाकार पैटर्न या हम बस इस तरह से जाते हैं यह स्टार्ट है या स्टॉप है तो यह कुछ पैटर्न्स की प्लॉटिंग एंड पाथ कंट्रोल है जैसा लगभग सभी रैपिड मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली में होता है एक्सट्रूजन आधारित मशीन एसटीएल फाइल फॉर्मेट का उपयोग करके कैड़ सिस्टम से इनपुट लेती है फाइल फॉर्मेट प्रत्येक स्लाइस की परत दर परत रूपरेखा देते हुए स्लाइस प्रोफाइल के सरल निष्कर्षण को सक्षम करता है अधिकांश प्रणाली की तरह बाहरी आवरण को मटेरियल के साथ कैसे भरे यह कंट्रोल सॉफ्टवेयर को निर्धारित करना चाहिए यह इस प्रकार की प्रणाली के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है हालांकि एक्सट्रूजन हैड मटेरियल खुद से जमा करता है जो पहले से खाली जगह को भरता है एक्सट्रूजन हैड के पास बाहरी आवरण के अंदर पहले ही जमा किए जा चुके मटेरियल से समझौता किए बिना फील मटेरियल को कैसे जमा किया जाए इसके लिए एक स्पष्ट प्रवेश होना चाहिए इसके अतिरिक्त यदि मटेरियल आसन्न मटेरियल के पर्याप्त रूप से पास नहीं रखा गया है तो यह प्रभावी रूप से बॉन्ड नहीं बनाएगा इसके विपरीत लेजर बेस्ड सिस्टम अनुमति दे सकता है वास्तव में इसमें एक स्कैन से अगले तक ओवरलैप की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और इस प्रकार कोई हेड कोह्ल्यूशन या ओवरफिलिंग के तरह की घटनाएं नहीं होती है पहले आउटलाइन मटेरियल की प्लॉटिंग कर भाग की सटीकता को बनाए रखा जाता है जो बाद में फीलिंग मटेरियल के लिए कंस्ट्रेंड रीजन के रूप में कार्य करेगा तो बाहरी क्षेत्र पहले भरा जाएगा और फिर आप अंदर की तरफ जाते हैं आमतौर पर मटेरियल प्रवाह की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी क्षेत्र को कम गति के साथ प्लॉट किया जाता है एसटीएल फाइल में प्लेन और त्रिकोण के बीच प्रतिच्छेदन को निकाल कर आउटलाइन को निर्धारित किया जाता है बाद मे इन प्रतिच्छेदन को क्रम दिया जाता है ताकि वे प्रत्येक आउटलाइन को एक पूर्ण कंटीन्यूअस कर्व का रूप दे सकें यहां किसी भी संख्या में यह कर्व हो सकते हैं जो क्रॉस सेक्शन की ज्यामिति के आधार पर एक दूसरे के अंदर गूंथे हुए या अलग हो सकते हैं हम इस फीलिंग के बारे में अधिक बात कर रहे हैं जो अंदर हो रही है मटेरियल के एक्सट्रूजन को सटीकता बढ़ाने के लिए बाई तरफ और मजबूती बढ़ाने के लिए दाहिनी ओर यहाँ दर्शाया गया है यह बाहरी बाउंड्री है यह इंटरनल फीलिंग है तो आप यह देख सकते हैं की अधिकतम सटीकता बायीं तरफ है यह स्टिचिंग है वास्तविक टूल पाथ यह होगा जमा किये गए मटेरियल की बाउंड्री यह होगी तो यह आपके मिलिंग कटर की तरह है जिसमें हम कटर के केंद्र पर पूरे प्रोग्राम को लिखते हैं और यह डायामीटर ऑफसेट है जो यहां पर उसी तरह है आप इसी डॉटेड लाइन पर प्रोग्राम लिखते हैं जो रेखाएं उत्पन्न होती है वे ठोस रेखाएं होगी यह देखा जा सकता है कि एक्सट्रूजन का सटीक नियंत्रण काफी जटिल है जो बहुत सारे महत्वपूर्ण मापदंडों जैसे इनपुट प्रेशर नोजल डायामीटर नोजल तापमान चेंबर तापमान नोजल चेंबर मटेरियल की विशेषताओं जैसे पॉलीमर क्रिस्टलीय एमोरफ़िस आंशिक क्रिस्टलीय इन सभी बातों पर निर्भर करता है इन सभी का मैकेनिकल एवं फिजिकल गुणो पर सीधा प्रभाव है गुरुत्वाकर्षण और भाग के भीतर बनने वाला तापमान कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो प्लॉटिंग और पाथ कंट्रोल पर निर्भर करती है इनपुट प्रेशर यह चर निर्माण के दौरान नियमित रूप से बदल दिया जाता है क्योंकि यह अन्य इनपुट कंट्रोल पैरामीटर्स के साथ बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ होता है मटेरियल पर लगने वाले इनपुट प्रेशर को बदलने के परिणाम स्वरूप प्रवाह दर में परिवर्तन होता है हालांकि कई अन्य मापदंड भी प्रवाह को कुछ हद तक ही प्रभावित करते हैं लेकिन प्रेशर महत्वपूर्ण है यही वह है जो केक आइसिंग में था तापमान चेंबर के अंदर मेल्ट के भीतर स्थिर तापमान बनाए रखना आदर्श स्थिति होगी हालांकि छोटे उतार चढ़ाव अपरिहार्य है और इसके कारण प्रवाह लक्षण में परिवर्तन होगा यह भराव मटेरियल प्रॉपर्टी छोटे बड़े उतार चढ़ाव या आपूर्ति की वजह से भी हो सकता है तापमान की सेंसिंग चेंबर के भीतर ही कहीं की जानी चाहिए और इसलिए तापमान भिन्नता की भरपाई करने के लिए कंट्रोल मॉडल में एक लूजली कपल्ड पैरामीटर को इनपुट फीड़ प्रेशर के लिए शामिल किया जा सकता है तो मूल रूप से आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम एक और सोर्स जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो तापमान भिन्नता बनाए रखने की कोशिश करता है हमारे पास एक कपलर है या हम इसे सुनिश्चित करने के लिए एक और सिंक या सोर्स जोड़ते हैं की जैसे ही हीट बढे प्रेशर थोड़ा कम होना चाहिए प्रवाह स्थिर बनाए रखने के लिए प्रेशर थोड़ा कम होना चाहिए क्योंकि यदि आप अधिक प्रेशर देते हैं तो प्रवाह दर भी अधिक होगी तो आपको इसमें एक तालमेल बिठाना होगा नोजल डायामीटर हमने पहले ही देखा है कि एक विशेष बनावट के लिए नोजल डायामीटर स्थिर है लेकिन कई एक्स्ट्रूडर आधारित सिस्टम परिवर्तनीय नोजल की अनुमति नहीं देते हैं जो आप खरीदते हैं जो बाजार में उपलब्ध है हमेशा ही स्थिर नोजल डायामीटर के साथ मिलते है वे शायद ही कभी कुछ और देते हैं क्योंकि जब हम डायामीटर को बदलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है की यह नोजल में ठीक से फिट नहीं होता आपको वह भाग नहीं मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है और यह थोड़ी विशेषज्ञता मांगता है तो यह सब जरूरत के अनुसार निर्मित है आपको केवल एक डायामीटर का नोजल मिलता है मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया है इसमें विस्कोसिटी की जानकारी शामिल होगी जो नोजल के माध्यम से मटेरियल के प्रवाह को समझने में मदद करेगी विस्कस फ्लो के बाद क्रीप आदि की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है फ्लो की सटीक स्टार्टिंग और स्टॉपिंग बहुत मुश्किल हो सकती है तोजब आप यहां से शुरू करते हैंतो प्रेशर और टेम्परेचर यह होगा आपको इसकी निगरानी करनी होगी और फिर यह एक लाइन के साथ नीचे की ओर जाता है फिर से आपको इसे वापस लेना होगा तो फ्लो की स्टार्टिंग और स्टॉपिंग बहुत मुश्किल होती है गुरुत्वाकर्षण और अन्य कारक यदि चेंबर पर कोई दबाव लागू नहीं होता है तो संभव है कि चेंबर के भीतर मटेरियल मोल्टन मटेरियल के मास के कारण अभी भी प्रवाहित होगा और एक प्रेशर हैड़ बनाएगा इसलिए यह गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही नीचे गिरता है उदाहरण के लिए कभी कभी आप देखते हैं शिर्ष को बंद कर देने के बाद भी एक या दो बूंद गिरती ही है यह मूल रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण है यदि चेंबर पर कोई दबाव लागू नहीं होता है तो संभव है कि चेंबर के भीतर मटेरियल मोल्टन मटेरियल के मास के कारण अभी भी प्रवाहित होगा अगर चेंबर सील कर दिया गया है तो यह चेंबर के अंदर गैस का प्रेशर बढ़ने के कारण भी लग सकता है मेल्ट का सरफेस टेंशन और नोजल की आंतरिक सतह का ड्रेग फोर्स इस प्रभाव को मंद कर सकता है इसलिए हम इन चीजों का उपयोग गुरुत्वाकर्षण प्रवाह को रोकने के लिए एक लाभ के रूप में करते हैं टेम्परेचर बिल्ड अप वीथिन पार्ट जैसे ही मटेरियल एक्सट्रूजन से बाहर निकलता है सभी भागों का ठंडा होना शुरू हो जाता है हालांकि अलग अलग ज्यामिति अलग अलग दर से ठंडी होगी क्योंकि यह सरफेस टु वॉल्यूम रेश्यो पर निर्भर करती है अगर वहां एक बड़ी सतह है यह ऊंचाई है और यह डायामीटर है तो मैं एक समान मटेरियल इसी तरह से निकालूंगा इस प्रकार सरफेस टु वॉल्यूम रेश्यो यहां अधिक है सरफेस टु वॉल्यूम रेश्यो यहां कम है तो कहने का मतलब है कि अलग अलग ज्यामिति अलग अलग दर से ठंडी होगी बड़ी विशाल संरचना अपनी उष्मा को लंबे समय तक बनाए रखती है इसलिए सरफेस टु वॉल्यूम रेश्यो छोटे पतले भागों की तुलना में सरफेस टु वॉल्यूम रेश्यो में भिन्नता के कारण कम है इसका आसपास के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है यह मशीन कंट्रोल को भी प्रभावित कर सकता हैतो यह भाग बहुत तेजी से ठंडा हो सकता है जब यह बहुत तेजी से ठंडा होता है तो यह तेजी से विकृत भी होता है एफडीएम की कमियां आमतौर पर सभी नोजल वृत्तीय होते हैं और इसलिए नुकीले बाहरी कोनों को बनाना असंभव है इसलिए हम इस तरह का नोजल ऑरिफाईस नहीं प्राप्त कर सकते हैं हम इसे हमेशा इस तरह प्राप्त करेंगे तो यह डेड सेंटर है जहां प्रभाव नहीं होगा इसलिए हम वर्गाकार नोजल के लिए नहीं जाते हैं डेड सेंटर के कारण आंतरिक कोने और किनारे भी गोलाई को प्रदर्शित करेंगे वास्तविक उत्पादित आकार नोजल एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन की विशेषताओं और जैसे ही मटेरियल जमता है उसके विस्कोइलास्टिक व्यवहार पर निर्भर करता है एफडीएम सिस्टम की स्पीड फीड रेट और प्लॉटिंग स्पीड पर निर्भर है फीड रेट भी मटेरियल की आपूर्ति की क्षमता और लिक्विफायर के मटेरियल को मेल्ट करने की दर एवं नोजल के माध्यम से उसे डालने पर निर्भर है यह सभी सीमाएं हैं अगर लिक्विफायर मटेरियल के फ्लो रेट में वृद्धि करने के लिए संशोधित किया गया है तो सबसे अधिक संभावना है कि इसके परिणाम स्वरूप मास फ्लो में वृद्धि होगी इस कारण यह एक्सट्रूज़न हेड को तेजी से मूव करने के लिए और अधिक कठिन बना देगा सुरक्षा के लिए प्लॉटिंग सिस्टम का निर्माण आमतौर पर लीड़ स्क्रु का उपयोग करके किया जाता है कम लागत प्रणाली में हमेशा बैल्ट होगा क्योंकि यहां सटिकता नहीं होती हैलेकिन बेल्ट में फ्लेक्सिंग इसे कम सटिक बनाती और यह ड्राइव मोटर के लिए कम टॉर्क रिडक्शन भी है मोटर ड्राइव सिस्टम की गति में सुधार करने का एक तरीका होने वाले घर्षण को कम करना है इसलिए हम पॉलीमर टाइमर बेल्ट के लिए जाते हैं एयर कुशन के हेड को सरकाकर चुंबकीय बल के खिलाफ प्रतिसंतुलन और हेड को स्टील प्लेट की तरफ आकर्षित करने से घर्षण काफी कम हो गया तो यह घर्षण को कम करने के लिए है एक विधि जिसे अनुसंधान प्रयोगशालाओं के बाहर करने की कोशिश अब तक नहीं की गई है वह एक विशेष निर्माण रणनीति का उपयोग है जो कि एक मोटी परत का उपयोग पतली परतों के उपयोग करने की सटीकता के साथ गति को संतुलित करने का प्रयास करती है यह अभी भी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में है यहां अवधारणा यह है की पतली परत को केवल बाहरी हिस्से पर उपयोग करने की आवश्यकता है इसलिए भाग की रूपरेखा पतली परतो के साथ निर्मित की जा सकती है लेकिन अंदर के भाग मोटी परतों के साथ अधिक तेजी के साथ बनायें जा सकते हैं चूंकिअधिकांश एफडीएम मशीनों में दो एक्सट्रूज़न हेड होते हैं यह संभव है कि एक हेड मोटे नोजल का हो सकता है और अन्य एक पतले का मतलब अलग अलग डायामीटर के नोजल यहां मोटा नोजल सपोर्ट्स बनाने और पतला नोजल बाहरी सपोर्ट के लिए नियोजित किया जा सकता है हालांकि दो परतो की मोटाई के बीच एक सही समायोजन बनाए रखने में कठिनाई ने ही शायद इस दृष्टिकोण को व्यवसायिक रूप से विकसित होने से रोका है